फिर से आपका स्वागत है मानव संसाधन प्रबंधन के पाठ्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुआवजे के बारे में हमने इससे पहले बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है आज हम बात करेंगे मुआवजे के मुद्देबारे में हम वेतन कैसे निर्धारित करते हैं हम यह कैसे निर्धारित करते हैं कि अपने कर्मचारियों को उनके समय ऊर्जा और प्रयास जो वह काम में डालते हैं उसके बदले में उन्हें क्या देना चाहिए इसलिए बहुत ही आवश्यक विषय है कृपया अपने प्रश्न लिख लीजिए और हो सकता है इन्हीं में से किसी दिन मैं ऑनलाइन हूं मैं लाइव हूं और अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं तो चलिए हम स्रोत देखते हैं जो मैंने उल्लिखित किए हैं मैंने यह दो पुस्तकें उल्लिखित की हैं मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉफिट्सजो क्यासीओ द्वारा लिखी है Managing Human Resources Productivity Quality of Work Life Profits by Cascio और मैंने यह पाठ्यपुस्तक भी उल्लिखित की है एक पुस्तक जो कि पाठ्यपुस्तक की तरह हमारे यहां और कई जगहों पर उपयोग की जा रहा है इस पुस्तक को कहते हैं मैनेजिंग हुमन रिसोर्सेस बाय गोमेज मैजिया बाल्कन एंड कार्डीManaging Human Resources by Gomez Mejia Balkin and Cardy मेरे पास इसका सातवाँ प्रकाशन है जोकि 2012 में प्रकाशित हुआ था अगर आपके पास इसके बाद वाला प्रकाशन है तो वह भी बहुत ही मददगार होगा मुआवजा क्या है तो पहले हम कुछ मूल शब्दों को देखते हैं हम इन शब्दों का सामना प्रतिदिन करते हैं लेकिन अब हम देखेंगे ये शब्द क्या हैं और इनका मतलब क्या है पहला शब्द जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है पूर्ण मुआवजा कुल मुआवजा आधार मुआवजे को संदर्भित करता है प्लस आपका वेतन या भुगतान प्रोत्साहन प्लस आपका लाभ आप में से जो भी सरकारी विभाग में काम करता है मूल वेतन के बारे में जानता होगा हम सभी ने मूल वेतन कहे जाने वाले इस शब्द के बारे में सुना है और इसके अतिरिक्त कुछ भी इसका एक प्रतिशत है अब कुछ सरकारी संगठनों में हमारे पास पदक्रम वेतन की भी धारणा है और वह है मूल वेतन के स्तर के आधार पर कुछ चीजें जैसे आपका मकान किराया भत्ता आपका यात्रा भत्ता आपका टेलीफोन भत्ता यह सब आप के मूल वेतन का एक प्रतिशत होता हैं मकान किराया भत्ता मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है और शहर से शहर यह बदलता रहता है इस आधार पर कि वह शहर कितना महंगा है उदाहरण के लिए बहुत महंगे शहर जैसी दिल्ली मुंबई या बेंगलुरु में मकान किराया भत्ता छोटे शहरों जैसे कि खड़कपुर या वेस्ट बंगाल में पुरुलिया या हिमाचल प्रदेश में हमारे पास शहर हैं जैसे धर्मशाला हमीरपुर या बिलासपुर या ऐसी ही कुछ जगहों की तुलना में बहुत अधिक होगा तो ये अतिरिक्त लाभ हैं लेकिन वह मूल वेतन है जिस पर सारी दूसरी चीजों की गणना की जाती है दूसरा शब्द यहां पर है जिसे हम वेतन प्रोत्साहन कहते हैं वेतन प्रोत्साहन ऐसे पुरस्कार हैं जो हम कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्य प्रदर्शन के लिए देते हैं तो उदाहरण के लिए आप कुछ करते हैं मतलब यह चीजें पहले से ही निर्धारित होती हैं चलिए कहते हैं शैक्षिक में उच्च शिक्षा के बड़े इंस्टिट्यूट जैसे IIT या IIT खड़कपुर हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन IIM में मैंने सुना है लेकिन मैं इस बात में निश्चित नहीं हूंअगर आप एक अच्छे जर्नल जैसे कि हावर्ड बिजनेस रिव्यू और सलोन मैनेजमेंट रिव्यू या ऐसे किसी उच्च रैंकिंग वाले जर्नल में प्रकाशित करते हैं तो फिर आपको अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त धनराशि दी जाती है तो कुछ संगठन मुझे लगता है औषधीय उद्योग यहां तक कि यात्रा उद्योग में भी वह आपको एक पैकेज देते हैं तो इसे ही वेतन प्रोत्साहन कहते हैं वे आपको किसी भी अतिरिक्त बिक्री के लिए जो आपने की है एक निश्चित धनराशि आवंटित कर देंगे कोई अतिरिक्त ग्राहक जो आप संगठन में लाते हो हो सकता है उसका एक प्रतिशत आपके पास जाए तो यह सभी वेतन प्रोत्साहन हैं इनकी गणना आपके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और यह वह कार्यक्रम हैं जो कि खासकर उन कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जो कि अपने साथियों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तीसरा यहां पर है लाभ या अप्रत्यक्ष मुआवजा यह अतिरिक्त कार्यक्रम हैं जो कि कर्मचारियों के गैर कार्य पहलुओं में आराम के स्तर को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं अब इस शब्द के लिए यह एक विवरण है जो कि मैंने खुद बनाया है और यह है जब आप देखेंगे लाभ वे अतिरिक्त चीजें हैं जो आपके काम के बाहर की जिंदगी को ज्यादा आरामदायक बनाती हैं तो इसमें स्वास्थ्य बीमा शामिल होता है इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल होती है जो कि हम जानते हैं जिन्हें हम सरकारी सेवाओं में छुट्टी यात्रा रियायत कहते हैं यह वे अतिरिक्त चीजें हैं जो एक संगठन के कर्मचारी के रूप में आपके आराम के स्तर को बढ़ाती हैं चलिए हम पहले कुछ लेक्चर में चलते हैं हमने कुछ बातें की थी जो है एक इंसान एक संगठन में सिर्फ आउटपुट का स्रोत नहीं होता है एक इंसान तो एक इंसान ही है मैं एक व्यक्ति हूं मेरे पास परिवार है मेरे पास संपर्क है मुझे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं मुझे हर रात सोना होता है एक हद तक काम करने के बाद मुझे आराम करना होता है मुझे अपनी छुट्टियाँ लेने की जरूरत होती है तो यह सारी चीजें हमारे संगठन से जुड़ाव के दौरान हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और जब संगठन हमें भीतर लेते हैं वह कोशिश करते हैं हमारी देखभाल करने की वे हमारे किए गए काम का मुआवजा देते हैं और वे कर्मचारी के गैर कार्य पहलूको भी देखते हैं सिर्फ उन्हें ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए तो आपके पास शिशु गृह होते हैं आपके पास स्कूल होते हैं आपके पास यह बड़ा कोलाहल है दिल्ली के स्कूलों के प्रबंधन कोटे का बड़ा कोलाहल है जिसका शायद दुरुपयोग हो रहा है मेरा मतलब है यह सारी चीजें सिर्फ प्रोत्साहन है यदि आप किसी संगठन का हिस्सा है तो आपको अपना ध्यान रखने के लिए कुछ अतिरिक्त मिलेगा जो कि आपकी आपके गैर कार्य ज़रूरतों में और अपने परिवार की ज़रूरतों की देखरेख करने के लिए मदद करेगा अब यहां पर कुछ और भी है जिन्हें हम अनुलाभअतिरित सुविधाएँ कहते हैं और साधारण में इन्हें सुविधाएँ भी कहा जाता है जो कि संगठन में कुछ विशेष ओहदे वाले कर्मचारियों को प्राप्त होता है और यह सीधे इस प्रबंधन कोटे के व्यवसाय से संबंधित है तो अगर आप स्कूल के नियामक मंडल का हिस्सा हैं या कोई और उदाहरण के लिए आपका बच्चा या कोई आपका जानकार या कोई जिसमें आपको विशेष रूचि है वह अंदर जा सकता है बिना बैठे बिना बाकी भीड़ से प्रतिस्पर्धा किए हुए तो वहां पर आपकी थोड़ी चल सकती है आपको कुछ विशेष आरक्षण मिल सकता है वे बोलेंगे क्योंकि आप संगठन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं हम आपको संगठन की तरफ से यह लाभ दे सकते हैं उदाहरण के लिए सेवा उद्योग अगर आप एक होटल में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ निश्चित लंच और डिनर कुछ निश्चित भोजन मुफ्त में होटल में मिल सकता हैं या एक साल में कुछ निश्चित दिनों के लिए आपको होटल में रहने मिल सकता है या अगर आप यात्रा उद्योग में है तो आपको मुफ्त हवाई या रेल यात्रा के कुछ निश्चित पास या टिकट मिल सकते हैं तो इन सभी को अतिरित सुविधाएँ कहते हैं क्योंकि संगठन में आपका एक विशेष ओहदा है तो आप एक कर्मचारी हैं और आप को कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो कि उन कर्मचारियों को नहीं मिलती जो कि आप जैसे पद पर नहीं है तो इन्हें सुविधाएँ या अतिरित सुविधाएँ कहते हैं आप मुआवजा प्रणाली कैसे बनाते हैं यहां कुछ चुनौतियाँ हैं जब हम अपने कर्मचारियों को उनके काम के लिए मुआवजा देने के लिए एक प्रणाली बनाने का सोचते हैं तो उस से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियाँ हैं तो यह चुनौतियाँ हैं देखिए हम अपने कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं ताकि वह भी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पाद दे सके हम उनका बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से खयाल रखना चाहते हैं ताकि उन्हें संगठन का हिस्सा होने में आरामदायक महसूस हो और हमारे उनका ख्याल रखने के बदले वह हमें अच्छा काम करके दिखाए जो कि परिणामस्वरूप हमारे संगठन को लाभ देगा तो हम उन्हें ज्यादा लाभ दे सकते हैं यह एक चक्र है अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे आपके साथ काम करना चाहेंगे वे आपके साथ ही रहना चाहेंगे अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पाद देंगे यह आपके संगठन के द्वारा उसके ग्राहकों के लिए पैदा की गई बहुमूल्यता में जुड़ता है और यह ज्यादा आय लाता है आप यह आय अपने कर्मचारियों के साथ बांटते हैं और बदले में वे हमारे आभारी होते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उन्हें मुआवजा दिया गया है तो उनकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है इसलिए हम अपने कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं हम एक मूल वेतन रखना चाहते हैं हम उन्हें लाभ देना चाहते हैं जो भी हम वहन कर सकते हैं हम उनके परिवार उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं यह कंपनियों के संगठन उदाहरण के लिए Tatas उनके अपने समुदाय होते हैं या औद्योगिक नगर क्षेत्र होती हैं अलग अलग जगह पर उनके समुदाय होते हैं और उनके खुद के स्कूल होते हैं उनके खुद के अस्पताल उनके खुद के संघ उनका खुद का समुदाय प्रणाली ऐसी ही चीज यहां तक कि सशस्त्र बल में या भारतीय रेल में भी होती हैं उदाहरण के लिए सिविल सेवाएं इसलिए अर्धसैनिक बलों में हमारे खुद के संघ हैं और यह चीजें हैं जो संगठन के साथ आपका संबंध अनुबंधन बढ़ाता हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें देना चाहते हैं हम उन्हें कई तरह के वेतन प्रोत्साहन और लाभ देना चाहते हैं यह कुछ बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाता है इसलिए हम इन प्रोत्साहन प्रणालियों को संगठन के रणनीतिक मिशन और रणनीतिक उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं ताकि हम इन चीजों के प्रावधान में बहुत ही उत्साहित ना हो जाए तो हां हम अपने कर्मचारियों को मुआवजा देना चाहते हैं लेकिन हम पैसा भी बनाना चाहते हैं हम मुनाफ़ा भी बनाना चाहते हैं हम सब सुखवादी सृजन है संगठन को जब हम अकेले संस्थाओं के रूप में देखते हैं तो वे भी सुखवादी हैं सुखवादी से मेरा मतलब है स्वयं की सेवा करने वाले स्वयं केंद्रित नहीं तो इकाइयां दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना खुद का ख्याल रखती हैं तो हम सभी सुखवादी हैं और हम अपना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे हमारे संगठन के रणनीतिक उद्देश्य से मेल खाना चाहिए और यह तब मुश्किल हो जाता है जब आप बहुत तरह की चीजें प्रदान करना चाहते हैं उदाहरण के लिए प्रशिक्षण विरोधाभास है जिसके बारे में पहले व्याख्यान में भी हमने बात की थी वह है कि हम अपने कर्मचारियों को सिखाते हैं विशेष कर उनको जो कि होशियार है और जिन्हें चुनौतियाँ पसंद है तो हम इन्हें सिखाते हैं और ये वे चुनौतियाँ लेते हैं और फिर वे हमारे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नौकरी में रख लिए जाते हैं तो हमें कहां पर एक लाइन खींचनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए की संगठन को उनकी ट्रेनिंग का लाभ मिले इसके लिए हम उन्हें एक बांड साइन करने के लिए बोलते हैं हम कहते हैं आप एमबीए कर सकते हो हम आपकी फीस के लिए पैसा देंगे अगर आप जाकर एमबीए करते हो तो आप अच्छा प्रदर्शन करोगे लेकिन अपनी डिग्री मिलने के बाद अगर आप संगठन छोड़ना चाहते हैं तो आप हमें पैसा वापस करेंगे या हमारे साथ 5 साल के लिए काम करेंगे ताकि आपकी पढ़ाई के लिए दिए गए पैसे के बदले में हम आपके द्वारा किए अच्छे काम से मुनाफ़ा कमा सके यह इतना ही आसान है बस एक जोड़ घटाने का खेल है तो हम जो कुछ भी करते हैं उसे हमें संगठन के रणनीतिक उद्देश्य के हिसाब से करना आवश्यक है प्रस्ताव की दूसरी चुनौतियाँ है कि जो हमारी वेतन नीतियाँ और प्रक्रिया हैं उन्हें संगठन के अनूठे वातावरण और विशेषताओं के हिसाब से जड़ में रहने की आवश्यकता है या उसके हिसाब से ढालने की आवश्यकता है अब चलिए देखते हैं जब हमने तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनियों के बारे में बात की थी ऐसे संगठन जो कि तेल या प्राकृतिक गैस या खनन गतिविधियोंया विनिर्माण क्षेत्रमें काम करते हैं और जहां उनका विन्यास शहर से दूर होता है उनके पास विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनके कर्मचारियों की विशेषआवश्यकताएं होती हैं अब खनिकको ही ले लीजिए जो वास्तव में खानों के अंदर जाते हैंउन्हें फेफड़ों की समस्याएं हो जाती हैं आप जानते हैं खानों से निकलने वाली गैसें जहरीली होती हैं जो कि खानों से निकलती हैं जब वहां पर ड्रिलिंग हो रही होती है तो जो भी धूल उड़ती है वह आपके फेफड़ों में चली जाती है और आपका स्वास्थ्य वास्तव में खराब कर देती है इसलिए उदाहरण के लिए उन्हें विशेष कर श्वसन के विकारों से निपटने वाले दवाखानों या अस्पतालों की आवश्यकता होती है तो उनकी आवश्यकताएं बहुत विशिष्ट होती हैं तो हम इन लोगों को जो कुछ भी देते हैं वह उनके काम के वातावरण के हिसाब से होना चाहिए मतलब इन लोगों को सख्त टोपिया पहनना आवश्यक करना चाहिए और लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की आवश्यकता है जो भी इन संगठन में काम कर रहे हैं लेकिन हम उनका ख्याल भी रखना चाहते हैं तो हो सकता है हम एक खनिक के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे अगर हम एक खनन संगठन हैं हो सकता है कि हम लोगों की छुट्टियों में खर्च करने की तुलना में उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करें हो सकता है हम उन्हें छुट्टियाँ या लाभ ना दे लेकिन हम उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए निश्चित रूप से मुआवजा देंगे इसलिए क्योंकि यह विन्यास मुख्य शहर से दूर होते हैं हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल मिल सके हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जीवन साथियों के लिए काम करने के लिए कोई जगह हो क्योंकि फिर से यह लोग जो यहां आते हैं तभी आएँगे जब उनके पास युगल की योजनाcouple's plan हो हो सकता है हम उन्हें संगठन में नहीं लाना चाहते या फिर लाते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जीवन साथी के पास ऐसा करने के लिए कुछ और है ताकि वे हमारे साथ रहने का फैसला करें मैंने यह सशस्त्र बल में देखा है मैं दूसरी कॉलोनियों के बारे में इतनी निश्चित नहीं हूं सशस्त्र बल में खासकर ऑफिसर्स की पत्नियाँ अगर योग्यपात्र हैं या योग्य पाई जाती हैं तो उन्हें केंद्रीय स्कूलों में जो कि उन सशस्त्र बल के विन्यास में स्थित होती हैं उनमें अध्यापक की तरह प्राथमिकता दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है वे आसानी से उपलब्ध हैं तो उन्हें नौकरी में रखना आसान है अगर वे सारी चीजों में योग्य साबित होते हैं तो फिर से यह एक बिना लिखा हुआ नियम है लेकिन यह सार्वजनिक जानकारी है इसलिए मैं इस पोर्टल में आपके साथ यह साझा कर रही हूं तो हमें अपनी प्रोत्साहन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वह संगठन की आवश्यकता को पूरा कर पाए संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा कर पाए अब हम न्याय नीति का आकलन कैसे करते हैं न्याय नीति क्या है चलिए पहले यह चर्चा करते हैं न्याय नीति का मतलब है निष्पक्षता की भावना न्याय नीति का मतलब लोगों के साथ निष्पक्ष होना है न्याय नीति का मतलब मैं महसूस करती हूं वह निष्पक्षता की भावना है जो मैं अपने संगठन में अपने किए हुए काम के मामले में पाती हूं तो न्याय नीति कई तरह की होती हैं हमारे पास आंतरिक न्याय नीति है आंतरिक न्याय नीति एक व्यक्ति के संगठन में काम की अहमियत को देखकर आंकी जाती है और वेतन मान की निष्पक्षता के आधार पर आंकी जाती है बहुत सरल शब्दों में आंतरिक न्याय नीति का मतलब है अगर नौकरी में एक निश्चित स्तर पर या यदि मेरा आउटपुट एक संगठन में 'A' कहा जाता है और दूसरा व्यक्ति जिसकी मेरे जैसे ही योग्यता और शिक्षण है वही उत्पादन दे रहा है तो उसका वेतन और लाभ कुछ हद तक मेरे बराबर ही होने चाहिए इसे ही आंतरिक न्याय नीति कहते हैं मैं यहां पर सहायक प्राध्यापक हूं मुझे 'X' वेतन मिलता है दूसरा सहायक प्राध्यापक जो मेरे नियुक्त होते वक्त ही नियुक्त हुआ था और मेरे जैसा ही काम करता है उसे मुझे लगता है मेरे बराबर ही 'X' वेतन और 'X' लाभ मिलने चाहिए अगर यह व्यक्ति मुझसे कम कमाता है तो मुझे असहज महसूस होगा और अगर यह व्यक्ति मुझसे ज्यादा कमाता है तो फिर से मुझे असहज महसूस होगा तो यही है आंतरिक न्याय नीति हम अपने सह कर्मियों से जिनकी कार्य से संबंधित विशेषताएँ और उत्पादन हमारे जैसा ही हैं तुलना करते हैं अगला है बाह्य न्याय नीति बाह्य न्याय नीतिका मतलब है संगठन के बाहर प्रतियोगी बाजार दर के हिसाब से निष्पक्षता की भावना है फिर से मैं शिक्षक का उदाहरण लूंगी मैं केवल अपने संगठन के साथी से वेतन और लाभ की तुलना नहीं करूंगी मैं अपने जैसे दूसरे संगठनों के भी साथियों से अपनी वेतन और लाभ की तुलना करूंगी हो सकता है मैं अपने साथी सहायक प्राध्यापक दूसरे IIT में से जांच करने का निश्चय करूँ कि उन्हें कितना वेतन मिल रहा है कहिए मैं "X" साल में नियुक्त हुई थी यह मेरा वेतन है आपको क्या मिल रहा है हम एक ही साल में समान डिग्री लेकर ग्रैजुएट हुए थे हम लगभग एक जैसे ही संगठन में काम कर रहे हैं आपको क्या मिल रहा है आप कितना काम करते हैं और आपको कितना मिल रहा है और फिर मैं निश्चित करूंगी कि मुझे सही मिल रहा है या नहीं जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कोलाहल होता है कई लोग कहते हैं कि इस संगठन के कर्मचारीयो को इतना मिल रहा है हमें क्यों यह नहीं मिल रहा तो यही है व्यक्तिगत न्याय नीति का मतलब की क्या प्रत्येक व्यक्ति का वेतन उचित है समान या समान कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष अब व्यक्तिगत न्याय नीति आंतरिक और बाह्य न्याय नीति हो सकती है ये बस कुछ शब्द हैं जिनका हमें सामना करना हैं निष्पक्ष वेतन एक न्याय नीतिहोती है मेरी समझ में निष्पक्ष वेतन मेरी इस बात की संतुष्टि है कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है मैं उसके लायक हूं वेतन को कर्मचारी हमेशा न्याय पूर्ण देखते हैं ये शब्द आपस में संबंधित हैं आप काम के लिए समान वेतन कैसे निर्धारित करते हैं प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उनके काम के योगदान के लिए उन्हें सही प्रतिफल मिलना चाहिए अगर मैं काम में कुछ निश्चित घंटे डालता हूं और मेरा कुछ निश्चित आउटपुट है तो मुझे 'X' मात्रा में वेतन मिलना चाहिए यह मेरी समान वेतन की समझ है सभी में सामाजिक तुलना की अवधारणा शामिल है जहां कर्मचारी अपने साथियों और सह कर्मियों से उनके निवेश और उत्पाद की तुलना करके यह निर्धारित करते हैं कि उनका समान प्रतिफल कितना होना चाहिए तो मेरे पास ना केवल सही आंकलन करने के मेरे खुद के तरीके हैं मैं अपने सहकर्मियों और साथियों से भी अपनी तुलना करती हूं यह लगभग उसका एक दोहराव है जो मैंने अभी आपको बताया था सिद्धांत यह मानते हैं कि जो कर्मचारी अपने आपको असमान स्थिति में मानते हैं वह उस असमानता को कम करने की कोशिश करेंगे यह वितरतात्मक न्याय का सिद्धांत है हम कुछ ही देर में इसके बारे में बात करेंगे हम यह सोचते हैं हम यह महसूस करते हैं कि हमें या तो हमारे किए जाने वाले काम के लिए ज्यादा वेतन दिया जाता है या हमारे किए जाने वाले काम के लिए कम वेतन दिया जाता है तो अगर मुझे ज्यादा वेतन दिया जाता है मैं कम काम करने का निश्चय कर सकती हूं मैं बोलूंगी कि मैं न्यूनतम काम करूंगी वह हमारी अंतर्निहित भावना है अगर मुझे समान वेतन मिलने वाला है तो मैं क्यों ज्यादा काम करूँ अगर मैं न्यूनतम काम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा और अगर मैं थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा काम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा इन दोनों के बीच में लाभ का अंतर ज्यादा नहीं है या है ही नहीं तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए तो मैं अपना काम कम कर दूँगी और अगर मेरा वेतन दूसरों की तुलना में कम है तब मैं यह सोचूंगी कि मुझे क्या ज्यादा करना चाहिए दूसरों के समान काम पाने के लिए या अपने साथियों के समान वेतन पाने के लिए तो मैं इन चीजों का पता लगा लूंगी और फिर अपने काम के तरीके को उसी हिसाब से समायोजित करुँगी मुआवजा परियोजना विकसित करने के मानदंड हम एक मुआवजा प्लान कैसे बनाते हैं हमारे पास आंतरिक और बाह्य न्याय नीति है हमारे पास निश्चित और परिवर्तनीय वेतन है हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिनसे हम एक मुआवजा परियोजना बनाते हैं हम पता लगाते हैं हमें क्या मिल रहा है क्या हम बाह्य औरआंतरिक न्याय नीति को स्थापित करना चाहते हैं क्या हम न्याय नीतिको संतुलित करना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे कर्मचारियों को यह महसूस हो कि उनके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि हम उन्हें कितना निश्चित वेतनदेना चाहते हैं और कितना परिवर्तनीय वेतनदेना चाहते हैं तो मुआवजा क्या महीने में दिया जाएगा या यह कुछ पहले से स्थापित मानदंडों जैसे प्रदर्शन और कंपनी के लाभ के हिसाब से बदलेगा क्या हम उन्हें उनके द्वारा लाए गए ग्राहकों की संख्या के हिसाब से कमीशन देने वाले हैं तो हम जब इन चीजों के बारे में निर्णय लेते हैं तो हम इन सारे कारकों को ध्यान में रखते हैं फिर हमारे पास प्रदर्शन बनाम सदस्यता है क्या प्रगति संगठन के मौजूदा चरण के परिणामस्वरूप होगी या प्रदर्शन के आधार पर होगी तो अगर आपने कुछ निश्चित संख्या में चीजें हासिल की हैं तो आपको इतना वेतन मिलेगा या आपने संगठन में इतने साल बिताए हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी आप आगे बढ़ते हैं और आपका वेतन अपने आप बढ़ जाता है तो यह एक अलग मुद्दा है दूसरा है नौकरी बनाम व्यक्तिगत वेतन क्या वेतन इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी उस विशिष्ट नौकरी को कितना महत्व देती हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कर्मचारी उस नौकरी में कितना कौशल और ज्ञान लगाता है अब जब हम काम से संबंधित वेतन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह विशिष्ट गति विधि संगठन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो जो कोई भी यह काम कर सकता है दूसरों की अपेक्षा में उसे ज्यादा वेतन मिलेगा चीजों का आकलन करने का दूसरा तरीका है यदि कोई अपने साथियों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा या किसी के पास उसके साथियों से ज्यादा अच्छा कौशल है तो उसे ज्यादा वेतन मिलेगा तो यह नौकरी के बारे मे महत्वपूर्ण है दूसरा है उस व्यक्ति द्वारा लाए गए कौशल से संबंधित महत्व मेरे पास मेरे संगठन में योगदान देने की क्या क्षमता है जो मेरा वेतन निश्चित करेगी दूसरा है समतावाद बनाम उत्कृष्टता क्या मुआवजा परियोजना ज्यादातर कर्मचारियों को एक ही मुआवजा प्रणाली के अंदर डाल पाएगी क्या सभी लोग एक ही तरह से मुआवजा पाएंगे या यह संगठन के स्तर या कर्मचारियों के समूह के हिसाब से अलग अलग परियोजना स्थापित करेगी लोगों के अलग अलग समूहों के लिए आपके पास अलग अलग वेतन मान होंगे इस क्षेत्र से आने वाले लोगों को ज्यादा वेतन मिलेगा यह काम करने वाले लोगों को ज्यादा वेतन मिलेगा यह काम करने वाले लोगों को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैसे निर्धारित करेंगे आपको कहां पर यह स्तर खींचने हैं आपको निर्धारित करना होगा कि आप कैसे इन स्तर का हिसाब रखेंगे आप क्या करेंगे और यह सब आप अपने कर्मचारियों को कैसे बताएँगे यह एक बहुत बड़ी चुनौती है न्याय नीति बस इसके बारे में नहीं है कि संगठन में निष्पक्षता की भावना है न्याय नीति संगठन द्वारा कर्मचारियों के काम के लिए किए गए व्यवहार में निष्पक्षता की भावना भी है तो यह है जिसके बारे में हमें सावधानी रखनी होगी तब हमें यह भी निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या हमारे कर्मचारियों को बाजार दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा या फिर उन्हें हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से कम पैसा देंगे क्योंकि हम उतना ही वहन कर सकते हैं या उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा पैसा देंगे फिर से मैं एक उदाहरण ले रही हूं जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा लेकिन फिर भी अगर IIT हमें कम वेतन देता है तो हम में से बहुत सारे फिर भी यहां रहेंगे जो पैसा हमें IIT प्रणाली से वेतन के रूप में मिलता है वह हमारे जैसे ही कौशल और उत्पाद वाले लोगो के बाजार दर से मेल नहीं खाता यह एक ईमानदार प्रतिपुष्टि है सब यह जानते हैं लेकिन हम में से बहुत सारे लोग यहां पर मेरे हिसाब से मिलने वाले बहुत सारे अवसरों की वजह से है जो हमें मिलते हैं यह एक वेतन पर निर्धारित विकल्प नहीं है मैं यहां पर हूं क्योंकि मुझे अपने विचारों की स्वतंत्रता मिलती है तो अगर IIT निर्धारित करता है और फिर से मैं कोई हलचल नहीं पैदा करना चाहती हूं लेकिन हम सभी वैसे भी जानते हैं कि हमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथियों के बराबर वेतन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हम यहां पर हैं तो IIT कहता है हमारे पास नाम है हम उन्हें अवसर देंगे हम उन्हें आरामदायक काम करने का वातावरण देंगे हम उन्हें विचारों की स्वतंत्रता देंगे हम उन्हें उनके शिक्षण में उतना सृजनात्मक होने देंगे जितना हो सकता है अगर हम उन्हें ज्यादा पैसा नहीं भी देंगे तो भी लोग आएंगे और यह काम कर रहा है IIT हमारा वेतन बढ़ाता है सरकार जब भी दूसरे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है तब हमारा वेतन भी बढ़ता है लेकिन हमारे आदानहमारे वेतन से बंधे हुए नहीं हैं तो यही है जो है नए निजी कॉलेज अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का निर्धारित कर सकते हैं जब तक उनकी एक प्रतिष्ठा नहीं बन जाती तो नए योग्य कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा के नए संस्थान नई यूनिवर्सिटी कहेगी कि हम आपको इतना सारा पैसा देंगे इतना सारा वेतन देंगे और इतने सारे लाभ देंगे हम आपको एक घर देंगे हम आपको एक ड्राइवर देंगे हम आपको एक कार देंगे और जब तक उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है पैसे ने बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर लिया होता है तो एकबार जब उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है तो वे कहते हैं कि अब हम अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता को सुधारने में निवेश शुरू करेंगे और हो सकता है हम उनका वेतन इतना ज्यादा ना बढ़ाएं लेकिन हम उनके परिसर में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे मौद्रिक या गैर मौद्रिक इनाम देंगे क्या मुआवजा प्लान कर्मचारियों को मौद्रिक इनाम जैसे कि वेतन और स्टॉक विकल्प के द्वारा प्रेरित करने पर जोर देगा क्या वह गैर मौद्रिक इनाम जैसे कि अच्छा काम और नौकरी की सुरक्षा पर जोर देगा यह मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बहुत आवश्यक है IIT में और उच्च शिक्षा के दूसरे संस्थानों में जैसे कि IIM और शायद IISc में भी मैंने IIM और IIT का अनुभव किया है मैं आपको बता रही हूं यह बहुत ही शानदार है काम करने का वातावरण कितना अच्छा है लेकिन अगर कुछ चीजों से जुड़ा हुआ मौद्रिक इनाम बहुत कम है तो गैर मौद्रिक इनाम जैसे कि अपने विचारों की स्वतंत्रता और बढ़ने के अवसर और हमारी ग़लतियों से सीखने के अवसर इतने ज्यादा हैं कि हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट IIT इज द बेस्ट मेरा संस्थान सबसे अच्छा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गैर मौद्रिक इनाम है जो हमारी तरफ आते रहते हैं हमारे पास एक बहुत ही शानदार परिसर है हमारे पास आपस में इतना भाईचारा है हम कहते हैं जहां भी मैं जाऊंगी यह मेरा परिवार है यह है जहां मैं वापस आऊंगी मैं जाऊंगी और दूसरे कॉलेज में 3 महीने 6 महीने 8 महीने या एक साल पढ़ाऊंगी फिर भी मैं अपने घर वापस आऊंगी जो कि IIT है क्यों इन गैर मौद्रिक इनाम के कारण दूसरे संगठनों में वे कहेंगे अगर आप 'X' करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा तो आप 'X' और 'Y' करते रहते हैं और आप संगठन के साथ रहते हैं क्योंकि यह आपके लिए इतना पैसा ला रहा है तो यह एक बहुत ही रोचक काम है जो हमारे पास है मैं एक शिक्षक हूं क्योंकि मुझे हर दिन सीखना पसंद है मैं अपने आप को कभी भी विशेषज्ञ नहीं कहूंगी मैं हमेशा एक छात्र ही रहूँगी और यह सीखना है जो मुझे आगे बढ़ाते रहता है तो आप के लिए मूल्य जो भी है वह संगठन द्वारा निर्धारित होना आवश्यक है उच्च शिक्षा के बहुत सारे संस्थानों में जो कि शोध को प्रेरित करते हैं जो लोग उस संगठन से जुड़ते हैं उन्हें सीखने की आवश्यकता है उन्हें सीखना पड़ेगा और उनकी यह भूख है जो उनके ज्ञानधार में योगदान करेगी और उन्हें आगे बढ़ाएगी तो जब तक आप उन्हें यह अवसर देते हैं वह बहुत ही खुश रहेंगे तो आपको निर्धारित करना होगा आपका संगठन क्या करता है और जो कर्मचारी आ रहे हैं वे क्या करना चाहते हैं स्पष्ट बनाम गुप्त वेतन क्या कर्मचारियों के पास दूसरे कर्मचारियोंश्रमिकों के मुआवजे के स्तर के बारे में जानकारी तक पहुंच है और कैसे मुआवजे के निर्णय लिए जाते हैं और क्या यह ज्ञान कर्मचारियों से छिपा कर रखा जाएगा हम एक सरकारी संगठन हैं हम सूचना के अधिकार का पालन करते हैं हमारा वेतन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जो भी कमाते हैं वह सार्वजनिक रिकॉर्ड्स द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है यहां कुछ छिपा हुआ नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि कुछ निजी संगठनों में आपका वेतन किसी को भी नहीं बताया जाता है हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है कमाने का एक ही स्रोत है वेतन मिला और बस हो गया कोई व्यक्ति कोई जनता संगठन से पूछ सकती है कि हमारा वेतन मान क्या है और संगठन कानून द्वारा बंधा हुआ है उन्हें बताने के लिए तो यह आपको निर्धारित करना है कि क्या आपका वेतन छिपाने के लिए कानून आज्ञा देता है क्या कर्मचारियों को पता होना चाहिए अब अगर आप लोगों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए मुआवजा देते हैं तो अगर आप यह बता पाए कि असाधारण प्रदर्शन क्या था तो वह बहुत ही मदद करेगा अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है मैं आपको कुछ भी सुझाव नहीं दे सकती हूं अगर दूसरी ओर लोगों को पता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कुछ लोगों का वेतन उनसे ज्यादा क्यों है यह कर्मचारियों के बीच बहुत सारी असहजता और असंतोष परिणाम हो सकता है और यह संगठन की प्रगति और उत्पादकता के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है तो यह बहुत ही आवश्यक है लोगों को बताना या उनसे इस बात की जानकारी साझा करना कि वे दूसरे स्तर पर कैसे जा सकते हैं कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या कैसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं और फिर बेशक यह स्पष्ट वेतन प्रणाली काम करेगी वेतन निर्णय का केंद्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण वेतन निर्णय कौन करता है क्या वे एक दृढ़ता से नियंत्रित केंद्रीय स्थान पर बनाए जाएंगे या व्यवसाय संघ की इकाइयों के प्रबंधक को दे दी जाएंगी और संविदात्मककाम के लिए अगर मुझे अनुसंधान सहायक को लेना है अपने एक अनुसंधान परियोजना के लिए मुझे वह निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया जाएगा इस आधार पर कि मेरा संगठन मुझ पर विश्वास करता है कि मैं सही निर्णय लूंगी और किसी को मेरे अनुसंधान परियोजना में काम करने के लिए सही वेतन देंगे सही मुआवजा देंगे यहां पर एक न्यूनतम है जिस पर हमें स्थिर रहना होगा जिस पर हमें टिके रहना होगा लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा लायक है तो एक निश्चित सीमा तक हम उन्हें मुआवजा दे सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा बड़े निर्णय केंद्र संगठन द्वारा लिए जाते हैं हमारे मामले में सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तो किसी को किस वेतन वर्ग में डालना है यह निर्णय संगठन का होता है लेकिन वेतन वर्ग केंद्र सरकार के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो आपके संगठन को निर्धारित करना पड़ेगा उसे कैसे निश्चित चीजें करनी है और ये निर्णय बदले में यह बताएंगे कि आपके संगठन की मुआवजे की योजना कैसे विकसित होगी अपनी मुआवजे की योजनाएं निर्धारित करते समय अपने दिमाग में यह सारे कारक रखना बहुत बहुत आवश्यक है दो मॉडल् जिनके बारे में हमने बात की थी जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं मुआवजे की न्याय नीति को सुनिश्चित करने में एक को कहते हैं वितरण न्याय मॉडल और इस मॉडल के अनुसार हम उत्पादन के एक समूह के लिए अपने योगदान या आदान की अदला बदली करते हैं अगर मैं 'X' मात्रा में काम करती हूं मुझे 'Y' मात्रा में वेतन मिलना चाहिए यह मेरी खुद की आंतरिक या व्यक्तिगत न्याय नीतिहै मुझे निष्पक्ष वेतन मिलना चाहिए अगर मैं इतना काम कर रही हूं तो मुझे उसके लिए इतना पैसा मिलना चाहिए या इतने लाभ मिलने चाहिए या इतना मुआवजा मिलना चाहिए यह मेरी निष्पक्षता की समझ है हम लगातार अपने आपको अपने संगठन के अंदर दूसरे लोगों से जोकि समान कौशल के साथ आते हैं या वही काम करते हैं जो हम करते हैं उनसे तुलना भी करते रहते हैं तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को इतना मिल रहा है मुझे क्यों नहीं उतना मिल रहा उस व्यक्ति को यह लाभ मिल रहा है मुझे क्यों नहीं यह एक चीज है जो लगातार होती रहती है और दूसरी चीज जो लगातार होती रहती है कि मैं खुद की लगातार संगठन के बाहर की ताक़तो से तुलना करती रहती हूं तो किसी दूसरे संगठन में जैसा कि मैंने आपको बताया इतने पैसे मिल रहे हैं इतने प्रयास डालने के इतने कौशल के इतनी चुनौतियाँ लेने के इतने दिन काम करने के मुझे भी कम से कम हो सके तो उतना पैसा या उससे ज्यादा मिलना चाहिए हम सभी को ज्यादा पैसा चाहिए और हम सभी को जो भी हम अपेक्षित मात्रा में काम करते हैं उसके लिए एक तरह से ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो हम सब अपनी बाहर क्या हो रहा है हमारे आसपास उस से तुलना करते हैं कर्मचारी तभी यह सोचेंगे कि उन्हें निष्पक्ष रुप से वेतन दिया जा रहा है जब उनके आदान और उत्पाद का अनुपात किसी दूसरे कर्मचारी जिनकी काम की आवश्यकता उनके जैसे ही है या बराबर है तो अगर कर्मचारी यह सोचेंगे कि उनके आदानऔर उत्पाद का एक निश्चित अनुपात है और यह अनुपात उन व्यक्तियों की तुलना में जोकि समान काम कर रहे हैं जो हम करते हैं के मुकाबले में है तभी उन्हें यह महसूस होगा कि उन्हें निष्पक्ष रुप से वेतन दिया जा रहा है अब दूसरा मॉडल जो हम इस्तेमाल करते हैं जहां हम अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं उसे कहते हैं वितरण न्याय मॉड श्रम बाजार मॉडल है जहां हम किसी भी दिए गए व्यवसाय का वेतन एक बिंदु पर स्थिर कर देते हैं जहां श्रम की आपूर्तिबाजार में श्रम की मांग के बराबर होती है तो अर्थशास्त्र में हमारे पास मांग और आपूर्ति वक्र होता है तो मुझे यह आपके लिए बनाने दीजिए तो आपके पास श्रम की आपूर्ति है जो ऊपर जा रही है लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण मिल रहा है और श्रम की मांग नीचे जा रही है और एक बिंदु है जहां पर दोनों संतुलित हो रहे हैं जैसे ही श्रम की आपूर्ति बढ़ रही है श्रम की मांग नीचे जा रही है और यह बिंदु है जहां दोनों संतुलित हो रहे हैं तो इस जगह पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा वेतन क्या होगा कुछ और भी अगर हमारे पास ज्यादा श्रम आ रहा है तो उनका वेतन कम हो सकता है अगर हमारे पास कम श्रम आ रहा है तो इस बिंदु पर हमारे पास पर्याप्त श्रम नहीं है तो उनका वेतन ऊपर जा सकता है एक बिंदु तक और फिर उसके बाद वे नीचे आ सकता है तो यही श्रम बाजार मॉडल है फिर हम न्याय नीति को संतुलित करने की कोशिश करते हैं हम उद्योग के लिए दोनों आंतरिक और बाह्य न्याय नीतिको बनाने और स्थापित करने की कोशिश करते हैं हम मुआवजे की परियोजना के बारे में बात करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम कर्मचारियों से उसी संगठन या दूसरे संगठन में काम करने वाले दूसरे लोगो के वेतन के बारे में निष्पक्ष हो सके और हम उन्हें निष्पक्षता की भावना देते हैं इसकी चुनौतियां हैं सुपरस्टार या कुछ ज्यादा ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा अच्छा करता है और दूसरे जो खराब प्रदर्शन वाले कर्मचारी या आलसी हैं तो हमारे पास कुछ कर्मचारी है जो बस बैठते हैं और व्यस्त दिखते हैं और वे इसे बहुत आसानी से लेते हैं दूसरे आलसी हम इन लोगों के साथ क्या करें हम इन्हें कैसे मुआवजा दे हम इनका वेतन कैसे काटे हम इन्हें बाहर कैसे निकाले मेरा मतलब है लेकिन सुपरस्टार से डील करना बहुत बड़ी चुनौती है तीसरी चुनौती है आवश्यक विशेषज्ञता को रोक कर रखना बिना वेतन बढ़ाए हुए यह फिर प्रशिक्षण विरोधाभासट्रेनिंग पैराडॉक्स से संबंधित है मैं अपने कर्मचारियों को शिक्षा देती हूं मैं अपने कर्मचारियों को पढ़ाती हूं मैं उनके प्रशिक्षण में निवेश करती हूं और फिर वे मुझे छोड़कर दूर चले जाते हैं मैं क्या करूँ तो मेरे पास आपके लिए एक अभ्यास है जो आप क्लास में कर सकते हैं और मैं उसका आकलन नहीं करूंगी लेकिन हम कहां जा रहे हैं यह समझने के लिए वह आपकी मदद करेगा तो अभ्यास है यह अच्छा होगा अगर आप कोशिश करें और अलग अलग तरह के संगठनों में आंतरिक और बाह्य न्याय नीति को स्थापित करने की कुछ रणनीतियां बनाएं ज्ञान आधारित संगठन बनाम सेवा उद्योग सेवा उद्योग बनाम निर्माण क्षेत्र तो यह चर्चा करिए और जानिए की कहां एक को चीजें संतुलित कर लेनी चाहिए कहां किस स्थान पर कर्मचारियों को सहज महसूस होगा कोई गलत या सही उत्तर नहीं है यह बस एक विचार प्रक्रिया है जो कि गिनी जाएगी तो कृपया यह अपने दोस्तों के साथ करने की कोशिश करें और देखिए क्या निकल कर आता है और मुझे लिख कर सूचित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं आपको उत्तर दूंगी दूसरी चीज जिस पर हम आज बात करेंगे है मुआवजे और व्यापार की परियोजनाओं का रणनीतिक एकीकरण जैसा कि मैंने पहले भी बताया था हमें अपने मुआवजे और व्यापार की परियोजना को रणनीतिक रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है हमें अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने की आवश्यकता है हमें उन्हें पैसे देने की आवश्यकता है हमें उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की आवश्यकता है हमें उन्हें लाभ देने की आवश्यकता है हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम मुनाफा बना रहे हैं और कर्मचारी इतने प्रतिबद्ध है कि वे हमारे साथ रुके रहे तो यह करने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि मुआवजा एक निर्णायक नियंत्रण होगा और व्यापार के उद्देश्य को पाने के लिए प्रबंधन प्रोत्साहन तंत्र का परिस्थिति के अनुकूल उपयोग कर सकता है मुआवजा हमारी हमारे रणनीतिक उद्देश्य की तरफ बढ़ने में मदद करने वाला है और हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है दूसरी चीज है वेतन प्रणाली और व्यापार रणनीति नियमन का एकीकरण हमें दोनों को एक दूसरे से बांधना चाहिए मैं यह नहीं कह रही हूं कि व्यापार रणनीति को वेतन प्रणाली पर निर्भर होना चाहिए या फिर इसके विपरीत लेकिन उन्हें एक दूसरे से बांधने की आवश्यकता है हम यह कैसे निर्धारित करेंगे कि हमारे व्यापार के अलग अलग चरण में कितना पैसा जाने वाला है जब हम अपने व्यापार के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा व्यापार किस चरण पर है और हमने इसके बारे में तब बात की थी जब हम प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहे थे जब व्यापार शुरू ही हो रहा होता है आपको उद्यमियों की आवश्यकता होती है आपको जोखिम लेने वालों की आवश्यकता होती है आपको प्रयोग के लिए बहुत सारा पैसा निवेश करने की आवश्यकता होती है जब व्यापार थोड़ा बहुत स्थिर हो जाता है जब वह परिपक्व हो जाता है बहुत सारा पैसा रखरखाव में चला जाता है और जब व्यापार में गिरावट होती है फिर से आपको व्यापार को वापस से सही करने के लिए और उसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में लाने के लिए बहुत सारा पैसा निवेश करने की आवश्यकता होती है तो आप कैसे ऐसे व्यक्ति ढूढेंगे जो वह कर सके आपको उन्हें क्या देने की आवश्यकता है उन्हें क्या प्रेरित करेगा आपको यह सब चीजें पता लगाने की आवश्यकता है तो हो सकता है जब आप एक व्यापार शुरू कर रहे हैं तो मुआवजे की परियोजना में ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित करें जो कि कर्मचारियों को सोचने के लिए मदद करें तो आपको प्रशिक्षण और विकास पर बहुत सारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास में बहुत सारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है जब आप एक संगठन खड़ा कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को लेते हैं जो कि स्वतंत्र सोच रखते हैं आप उन पर ज्यादा प्रतिबंध ना डालें और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का एक मौका दें और उन्हें बहुत सारा पैसा दे उन्हें अवसर खोजने के लिए बहुत सारा पैसा दे हो सके तो प्रशिक्षण लाभ में ज्यादा पैसा निवेश करें उदाहरण के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त शिक्षाके लिए जाने दें लोगों को बुलाए मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं आप इन चीजों को मिला सकते हैं जब आपका संगठन एक स्थिर परिपक्व अवस्था में है तो हो सकता है आपको उन लोगों को जो कि उसे इस अवस्था तक लेकर आए हैं उन्हें संगठन में रखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता हो तो आप उन्हें छुट्टियां और लाभ दे सकते हैं और पर्याप्त पैसा और मुआवजा दे सकते हैं जिससे कि वे उसी तरह संगठन में योगदान देते रहे जैसा कि उन्होंने संगठन को यहां तक लाने में दिया है और उसकी एक स्थिर गति में बढ़ने में मदद करें तो आपको अपने वरिष्ठ कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या चाहिए हो सकता है स्कूल लाभ या हो सकता है स्वास्थ्य के लाभ ताकि वह कहीं और ना जाएं मेरा मतलब है यह सारी चीजें बहुत ही जटिल है आपको कर्मचारियों की उम्र को ध्यान में रखना होगा आपको उनके जीवन की अवस्थाको ध्यान में रखना होगा आपको उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी दूसरा है वेतन विचार का रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकरण तो आप अपने कर्मचारियों को कैसे मुआवजा देते हैं और आप कितना पैसा देते हैं और आप इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ कैसे रणनीति बनाते हैं यह कुछ है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है दूसरा है संगठन के प्रदर्शन को रणनीतिक निर्णय और क्रियाशील मुआवजे के कार्यक्रमों को सफलता की अंतिम कसौटी की तरह देखना एक दिन के अंत में यह सब पैसा बनाने के बारे में होता है एक दिन के अंत में यह सब मुनाफे के बारे में हैं संगठन को बचे रहने के लिए पैसों की आवश्यकता है तो एक दिन के अंत में यह मुनाफे के बारे में है यह रणनीतियां बनाने के बारे में है और हमने जो आदान उसमें दिया है जो मुनाफा बनाया है उसकी उत्पादन के मुताबिक गणना की आवश्यकता है और फिर शायद जैसे हमने इन कार्यक्रमों को जिन विभिन्न चरणों में लागू किया है उसकी प्रतिक्रिया के अनुसार हम इन्हें संशोधित करें तो ऐसे ही आप मुआवजे की परियोजना को अपनी व्यापार परियोजना के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत करते हैं और ऐसे ही आप अपनी व्यापार परियोजना का मूल्यांकन करते हैं आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि यह दोनों कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं और कैसे एक दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं एक दूसरे पर यह कितना प्रभाव डालने वाले हैं उसमें से आपको क्या मिलेगा और कैसे आप इन्हें रणनीतिक रूप से संरेखित कर सकते हैं ताकि आप जो कुछ भी करें उसमें आपको अधिकतम लाभ हो कुछ स्पष्टीकरण जब हम प्रदर्शन बनाम सदस्यता की बात करते हैं प्रदर्शन आपके उत्पादन का एक प्रमाण है सदस्यता मतलब वह अवस्था जब आप अपने संगठन में हैं जब हम प्रदर्शन बनाम सदस्यता से जुड़े हुए मुआवजे के बारे में बात करते हैं प्रदर्शन प्रासंगिक मुआवजा पारंपरिक भाग दर परियोजना पर आधारित या संबंधित हो सकता है मात्रानुपाती दर पैदा की हुई इकाइयों के आधार पर होती हैं तो यह चीजों की संख्या है जो आप बनाते हैं तो यहां आपका पैसा लगा हुआ है और आपके पास बिक्री पर कमीशन होते हैं आपके पास इनाम होते हैं तो निर्माण क्षेत्र में हम कहते हैं कि अगर आपकी मशीन इतनी चीजें पैदा कर सकती है तो इतनी मात्रा में पैसा आपको मिलेगा कहिए आपकी इकाई एक महीने में 500 कार बनाती है तो यह है जो आपको मिलेगा और बिक्री का कमीशन अगर आप इतने ग्राहक लाते हो अगर आप हमारा उत्पाद या सेवा इतने ग्राहक को बेचते हैं तो आपको इतनी मात्रा में पैसा मिलेगा और अगर आप उससे भी ज्यादा करके Y करते हो तो इतनी मात्रा में पैसा आपको मिलेगा तो यह प्रदर्शन प्रासंगिक मुआवजा है सदस्यता प्रासंगिक मुहावजे का मतलब है कि एक दिए हुए काम में आप सभी कर्मचारियों को समान वेतन देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ करिए यहां पर स्पेस होनी चाहिए जब तक कर्मचारी एक संतोषजनक प्रदर्शन करता है तो आपके पास मूल वेतन होता है लोग न्यूनतम काम करते हैं संगठन में ऊपर बढ़ने से वेतन वृद्धि होती है ना कि वर्तमान काम अच्छा करने से आप एक अच्छे कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन आपको बढ़ोतरी नहीं मिलेगी आपको अवसर आने पर ही पदोन्नति मिलेगी यह पारंपरिक रूप से ठेठ सरकारी संगठनों में होता है आपको हर साल अपनी वेतन वृद्धिमिलती है जब तक आप कुछ बहुत ही गलत काम नहीं करते हैं आप की वेतन वृद्धि होती रहती है और जब आप एक दूसरे पद पर आगे बढ़ जाते हैं तो यह ज्यादा अंतर पैदा नहीं करता कि आपने कुछ अच्छा किया है या नहीं आपका वेतन आपके मौजूदा पद पर आधारित होगा और इसे ही सदस्यता प्रासंगिक मुआवजा कहते हैं हमारे पास नौकरी बनाम व्यक्तिगत वेतन है ज्ञान आधारित या कौशल आधारित वेतन का मतलब है कर्मचारियों को या कर्मचारियों का वेतन उनके किए जाने वाले काम या टैलेंट जो उनमें है जो कि कई तरह के कार्य और स्थिति आने पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है के आधार पर किया जाता है तो यह है नौकरी बनाम ज्ञान आधारित वेतन यह उन स्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है जहां प्रौद्योगिकी स्थिर है जहां नौकरियाँ अक्सर बदलती नहीं हैं तो आप हर समय एक निश्चित प्रकार का काम करते हैं और आप उसे सच में अच्छे से करते हैं और आपको इतना पैसा मिलता है आपके उत्पाद के कारण और आपके कौशल के कारण जिसका आप योगदान दे रहे हैं तो वह नौकरी आधारित वेतन है आपके कौशल संसाधन बन जाते हैं जब हम मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं आपके पास मौजूद कौशल संसाधन बन जाते हैं और यह कौशल बदले में उत्पाद बन जाते हैं जिसे हम माप सकते हैं जो कि वास्तविक होता है और उत्पाद की वास्तविकता या वास्तविक उत्पाद का प्रमात्रीकरण ही है जो आपका वेतन निर्धारित करता है तो यह ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा काम करता है जहां प्रौद्योगिकी स्थिर है जहां आप वही चीजें करते हैं जो आप जानते हैं और कर रहे हैं जहां नौकरियां अक्सर नहीं बदलती हैं जहां नौकरियों के विवरण अक्सर नहीं बदलते हैं जहां कर्मचारियों को एक दूसरे का बार बार बचाव करने की आवश्यकता नहीं होती है जहां आप दिन के बाद दिन सप्ताह के बाद सप्ताह महीने के बाद महीने वही काम करते हैं और जहां एक दी गई नौकरी सीखने के लिए बहुत प्रशिक्षण आवश्यक है तो हो सकता है आप कोडिंग कर रहे हों हो सकता है आप कुछ शारीरिक कर रहे हैं आप सीख रहे हैं उसे कैसे करना है और आप उसे लिख रहे हैं और फिर आप इसे बार बार करते रहते हैं कारोबार अपेक्षाकृत कम है तोआप लंबे समय से उस नौकरी में हैं कर्मचारियों से समय के साथ पदों के माध्यम से आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है नौकरियां उद्योग के भीतर निष्पक्ष रुप से मानकीकृत हैं उसी तरह का काम करने की आवश्यकता है और जब अगला पद खुल जाता है आप पद में ऊपर चले जाते हैं आप कुछ नया सीखते हैं और आप वह बार बार करते रहते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप समान काम करते हैं तो इस तरह की व्यवस्था में यह नौकरी आधारित वेतन अधिक लागू होता है यह उस समय सबसे अच्छा काम करता है अब आप कहेंगे जिस पर हमने चर्चा की है जोकि सदस्यता प्रासंगिक मुआवजा है यह उससे किस तरह अलग है सदस्यता प्रासंगिक मुआवजा आपके पास के उत्पाद से संबंधित नहीं है अगर वर्तमान पद की मांगे बदलती हैं तब भी आपको समान वेतन मिलेगा इस मामले में जब हम नौकरी आधारित वेतन के बारे में बात करते हैं अगर नौकरी के विवरण की मांगे बदलती हैं तो वेतन भी बदलेगा वेतन नौकरी के विवरण से बंधा हुआ है और नौकरी के विवरण की पहचान पद से जो आपको मिलता है या पदनाम जो आपके पास है इसलिए सदस्यता प्रासंगिक मुआवजा में पद आकार बदल सकते हैं यहां पद पद का नाम वही रहता है या पदनाम समान रहता है काम का विवरण बदल सकता है यहाँ अतिरिक्त नौकरी विवरण जोड़ा जा सकता है तो यहाँ कुछ अंतर है व्यक्तिगत आधारित वेतन प्रणाली तब सबसे अच्छा काम करती है जब व्यवसाय संघ के पास विभिन्न नौकरियों को सीखने की क्षमता और इच्छा दोनों के साथअपेक्षाकृत शिक्षित कार्यबल होता है आप कौशल के एक समूह के साथ आते हैं और फिर आप अलग अलग चीजें सीखते हैं और आप पदों में ऊपर चले जाते हैं तो आप अच्छी तरह से शिक्षित हैं और आप स्थिति के अनुकूल हैं यह व्यक्ति आधारित वेतन प्रणाली है कंपनी की प्रौद्योगिकी और संगठन संरचना अक्सर बदलती रहती है तो यह एक दूसरी जगह है जहां व्यक्ति आधारित वेतन प्रणाली सबसे अच्छा काम करती है फिर कर्मचारी की भागीदारी और टीम वर्क को पूरे संगठन में प्रोत्साहित किया जाता है ऊपरी गतिशीलता के अवसर सीमित हैं आपके पास ऊपर बढ़ने के बहुत सारे अवसर नहीं है लेकिन आप वर्तमान नौकरी के भीतर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं तोयह एक और जगह हैजहां इस तरह की व्यक्ति आधारित वेतन प्रणाली बहुत उपयोगी है फिर नए कौशल सीखने के अवसर मौजूद हैं तो आप करते रहिए जो कर रहे हैं और आप सबसे अच्छा करते हैं आप कर सकते हैं लेकिन यहां प्रगति नहीं है यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सीख सकते हैं और आप क्या योगदान दे सकते हैं खोए हुए उत्पादन के मामले में कर्मचारी कारोबार और अनुपस्थिति की लागत अधिक है नौकरी जटिल है नौकरी की मांग इतनी अधिक है कि बहुत से लोग नहीं बदलना चाहते हैं यदि लोग अनुपस्थित हैं तो इसका उत्पाद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव होता है व्यक्ति आधारित वेतन प्रणाली निर्माण वातावरण में आम हैं जो सतत प्रौद्योगिकी प्रक्रियायों पर निर्भर करती हैं एक कारखाना आप एक ही काम कर रहे हैं बार बार और फिर से और फिर से और फिर तो यह है जहां यह सबसे अच्छा काम करती है वेतन संरचना और स्तर के कुछ निर्धारक कुछ चीजें जो निर्धारित करती हैं कि आप एक वेतन संरचना कैसे बनाते हैं नंबर एक श्रम बाजार की स्थिति आपके आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है आपके जैसे एक ही कौशल समूह के साथ कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो वही कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं और संगठन द्वारा क्या आवश्यक है कानून क्या कहता है कानून आपको बताएगा कि न्यूनतम वेतन जो एक कर्मचारी को दिया जाना है विनिर्माण क्षेत्र में 'X' है तो आप अपने कर्मचारियों के लिए एक वेतन निर्धारित करते हैं इससे कम नहीं हो सकता वह कानून है सामूहिक सौदेबाजी हर समय होती है छात्र बहुत समय ऐसा करते हैं उन्हें कहीं से एक निश्चित प्रस्ताव मिलेगा और फिर वे अपने उस प्रस्ताव पत्र को ले लेंगे और उनमें से बहुत एक साथ मिलेंगे यदि कोई संगठन किसी विशेष कॉलेज या स्कूल से छात्रों को लेने का फैसला करता है वे इन सभी कर्मचारियों को लेते हैं वे उन्हें एक निश्चित प्रस्ताव देते हैं और वे सभी बहुत अच्छे हैं उनके पास एक निर्दिष्ट बहुत विशिष्ट कौशल होता हैं और वे कहेंगे हम आपसे तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक आपने हमें जो दिया है उसकी तुलना में 'X' प्रतिशत अधिक वेतन नहीं देते हैं तो यह सामूहिक सौदेबाजी है हम सब हम काम पर नहीं आएँगे जब तक आप हमारा वेतन इतना नहीं बढ़ाएंगे और इसे सामूहिक सौदेबाजी कहा जाता है यह मजदूरी के स्तर का एक परिणाम है यह प्रासंगिक श्रम बाजार में श्रमिकों के व्यवहार का भी परिणाम है इसलिए हम देखेंगे कि हमारे प्रतियोगी क्या कर रहे हैं और फिर हम सब कहेंगे ठीक है आज कोई पायलट काम में नहीं आ रहा है देखते हैं क्या होता है कोई भी डॉक्टर आज काम पर नहीं आ रहे हैं देखते हैं क्या होता है दिल्ली में कोई भी सफाई कर्मचारी काम करने नहीं आ रहा है देखते हैं क्या होता है हम सब हड़ताल पर चलते हैं आइए हम सब कोशिश करें और उन लोगों को मनाए जो हमारा वेतन तय कर रहे हैं तो यह सामूहिक सौदेबाजी है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और भुगतान करने के लिए एक संगठन की क्षमता तो ये सभी वेतन संरचना और वेतन के स्तर के निर्धारक हैं जो हम अपने कर्मचारियों को देते हैं अब यह इस विशेष व्याख्यान को समाप्त करता है अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे प्रोत्साहन और इनाम प्रणाली की तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए कृपया कोई प्रश्न आपके पास हो आप उसे लिख ले मैं इसे अगले व्याख्यान में जारी रखूंगी